आइए अब हम चार्ज कंट्रोलर की चर्चा करते हैं यह एक महत्वपूर्ण PV बैटरी और लोड इंटरफेस है इसलिए यदि हम एक PV पैनल या PV मॉड्यूल पर विचार करते हैं और उससे हमारे पास इस तरह से बैटरी का सीधा संबंध है इसलिए हमने बैटरी के इस डायरेक्ट कनेक्शन पर चर्चा की यदि PV पैनल और बैटरी कंपैटिबल हैं तो आपको किसी और इलेक्ट्रॉनिक्स की आवश्यकता नहीं है हालांकि PV पैनल आमतौर पर केवल बैटरी चार्ज करने के लिए उपयोग नहीं किए जाते हैं वे लोड की आपूर्ति करने के लिए भी ऑपरेट होते हैं और ज्यादातर समय PV पैनल अधिकतम पावर पॉइंट पर ऑपरेट किया जाता है तो सामान्य तौर पर आपके पास वह लोड भी होगा जो PV पैनल के एक्रॉस जुड़ा होता है अब IV करैक्टेरिस्टिक्स पर विचार करें vt टर्मिनल वोल्टेज बनाम करंट अब यदि आपके पास एक इस तरह की I V करैक्टेरिस्टिक्स है और मैं P V को भी उसी रंग से ड्रॉ करूंगा और कहूंगा कि ऑपरेटिंग पॉइंट पीक पावर पॉइंट ऑप्टिमली यही पास होना चाहिए अब हम कहते हैं कि इनसोलेशन बदल गया है इनसोलेशन बदल गया है मतलब शॉर्ट सर्किट ऑपरेटिंग पॉइंट में बदलाव होगा और हम कहते हैं कि आपके पास एक और कर्व है VOC पॉइंट लॉगरिदमिक रूप से बदलता रहता है इसलिए आप उतना बदलाव नहीं देखेंगे शॉर्ट सर्किट ऑपरेटिंग पॉइंट short circuit operating Point की तुलना में इसलिए मेरे पास नए इनसोलेशन और PV कर्व के लिए यह बदला हुआ IV कर्व है और ऑप्टिमल डिजायर्ड ऑपरेटिंग प्वाइंट Optimal desired operating Point यहाँ कहीं इसी के अनुरूप यहां होगा तो मुझे उस प्वाइंट को मार्क करने दें अब और भी अलग इन्सुलेशन पर मेरे पास इस तरह का एक ऑपरेटिंग प्वाइंट है इसलिए यदि आप पीक पॉवर पॉइंट्स के लोकस या मैक्सिमम पॉवर पॉइंट्स के लोकस को देखते हैं तो ऑपरेटिंग पाइंट्स इसमें यही कहीं साथ होंगे लगभग वर्टिकल या वर्टिकल लाइन के पास तो अगर मैं इस तरह से एक बैंड ड्रॉ करता हूं यह बैंड ऑपरेशन का ज़ोन होगा ऑपरेशन का ज़ोन ऑपरेशन का पीक पावर पॉइंट या मैक्सिमम पावर पॉइंट ज़ोन होगा ऑपरेटिंग पॉइंट के इस रीजन में आप MPPT के पास होंगे और यह अधिकांश एप्लीकेशन के लिए पर्याप्त है ऐसा पावर बनाम V कर्व की चोटी में थोड़ी सी फ्लैटनेस के कारण है अगर हम अब कहते हैं कि ऑपरेटिंग पॉइंट्स के रीजन को इस नेरो बैंड में पीक पॉवर ऑपरेटिंग पॉइंट के पास स्विंग करना चाहिए तो जाहिर है कि इन सभी ऑपरेटिंग पॉइंट्स का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि आप पीक पॉवर ऑपरेटिंग पॉइंट से नीचे रेट किए जाएंगे और इसी तरह इस तरफ भी इन ऑपरेटिंग पॉइंट्स का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए इसलिए यदि ऑपरेटिंग पॉइंट यहां इसके आसपास होता है तो डायरेक्ट कनेक्शन काम नहीं करेगा यहाँ बैटरी का डायरेक्ट कनेक्शन काम नहीं करेगा आपको यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरत होगी जो PV से बैटरी तक पीवी से लोड तक बैटरी और लोड के बीच और उन सभी चीजों के लिए पावर फ्लो को ठीक से मैनेज करेगा तो आपको वहां एक यूनिट की आवश्यकता है और उस यूनिट को चार्ज कंट्रोलर कहा जाता है क्योंकि यह चार्ज के फ्लो को कंट्रोल करता है यह चार्ज के फ्लो को चलाता है तो चार्ज कंट्रोलर का मुख्य काम यह है कि यह बैटरी और लोड के बीच PV मॉड्यूल से पावर फ्लो को चलाता है चार्ज कंट्रोलर के सर्किट पर चर्चा करने से पहले आइए हम चार्ज कंट्रोलर के फंक्शनल लॉजिक को समझें चार्ज कंट्रोलर कैसे व्यवहार करता है चार्ज कंट्रोलर कैसे कार्य करता है इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए जब बैटरी वोल्टेज पूर्व निर्धारित मैक्स vmax वोल्टेज से ऊपर है तो हम इस वोल्टेज को प्रीसेट करेंगे जब बैटरी का वोल्टेज इससे अधिक होता है तो हम बैटरी को चार्ज स्थिति में सेव करते हैं जब बैटरी चार्ज स्थिति में पहुंच जाती है तो हम चाहेंगे कि बैटरी केवल लोड में ही डिस्चार्ज हो और PV पैनल से और अधिक चार्ज न मिले तो उस समय आप PV अरे से बैटरी को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं और इसे केवल लोड से कनेक्ट करें तो अरे या पीवी अरे से बैटरी को डिस्कनेक्ट करने की स्थिति होगी लेकिन इसे लोड से कनेक्ट रहने दें अब यदि बैटरी वोल्टेज पूर्व निर्धारित Vmin से कम है तो V minimum वोल्टेज को हम परिभाषित करते हैं इसलिए बैटरी वोल्टेज इससे कम है हम नहीं चाहते कि यह आगे भी डिस्चार्ज हो लेकिन हमें अभी भी PV पैनल से चार्ज लेने की जरूरत है तब लोड से बैटरी को डिस्कनेक्ट करें ताकि आप जान सकें कि बैटरी लोड में डिस्चार्ज नहीं हो रही है लेकिन यह अभी भी PV पैनल से जुड़ी है जिसका अर्थ है कि यह PV पैनल से चार्ज हो सकती है एक और तीसरी शर्त अगर बैटरी वोल्टेज Vmin और Vmax के बीच में है यानी प्रीसेट प्रेडिफाइंड मिनिमम और अधिकतम वोल्टेज के बीच में तो उस स्थिति के दौरान PV और लोड दोनों को बैटरी से जोड़ा जा सकता है और वे सभी पैनल की IV करैक्टेरिस्टिक के मैक्सिमम पावर पॉइंट जोन के भीतर काम करेंगे तो उस स्थिति में PV अरे और लोड दोनों बैटरी से जुड़े होते हैं तो यह लगभग सभी चार्ज कंट्रोलर का सिंपल फंक्शनल लॉजिक है तो चार्ज कंट्रोलर के लिए मेजरमेंट्स इस लॉजिक का पालन करेंगे और इसके लिए हम इस लॉजिक को देखने समझने और सर्किट के स्कीमेटिक को बनाने का प्रयास करें आइए अब हम फंक्शनल लॉजिक को एक ब्रीफ सर्किट स्कीमेटिक कांसेप्चुअल स्कीमेटिक के रूप में बनाते हैं यह समझने की कोशिश करने के लिए कि यह Vmin और Vmax IV करैक्टेरिस्टिक के दृष्टिकोण से क्या हैं अब मेरे पास यह vt बनाम it है और मेरे पास यह करैक्टेरिस्टिक है और हमने कहा कि हम MPPT जोन में काम करना चाहते हैं इसलिए एक जोन एक रीजन ऑपरेटिंग पॉइंट्स का एक सेट जो MPPT के पास हैं अब यह निचला वोल्टेज पॉइंट हम इसे Vmin के रूप में परिभाषित करेंगे और हायर वोल्टेज पॉइंट को हम Vmax के रूप में परिभाषित करेंगे अब यदि बैटरी वोल्टेज इस के भीतर है तो PV पैनल बैटरी और लोड कनेक्टेड हैं यदि बैटरी वोल्टेज इससे कम है तो आप जानते हैं कि बैटरी चार्ज स्थिति में नहीं है और इसलिए बैटरी को लोड से डिस्कनेक्ट करना होगा तो इससे कम बैटरी वोल्टेज के लिए बैटरी को लोड से डिस्कनेक्ट करना होगा इसे सीधे PV पैनल से जोड़ना होगा तो यह लगभग पूर्ण पीवी पैनल करंट के साथ चार्ज होगा और इस रीजन में Vmax के ऊपर हम नहीं चाहते हैं कि बैटरी किसी भी तरह से चार्ज करे और हम नहीं चाहते कि ऑपरेटिंग पॉइंट इस तरफ आगे बढ़े और हम बैटरी को लोड से कनेक्ट करेंगे और बैटरी को PV पैनल से डिस्कनेक्ट करेंगे यह लॉजिक है तो अब हम कांसेप्चुअल सर्किट ड्रॉ करते हैं हमारे पास PV पैनल है मेरे पास स्विच एक बैटरी है और इसे इस तरह कनेक्ट करें अब मैं एक और स्विच लेता हूं और लोड को इस तरह से कनेक्ट करता हूं तो मैं इसे S1 की तरह कहता हूं और इस स्विच को मैं S2 कहता हूं स्विच टू अब यह वोल्टेज बैटरी वोल्टेज VB है इसलिए यह VB है इसलिए यह कांसेप्चुअल स्कीमेटिक है अब हम विभिन्न मोड को देखते हैं हमने 3 सशर्त वक्तव्य दिए थे एक तब जब बैटरी वोल्टेज Vmax से अधिक होता है जब बैटरी वोल्टेज Vmin से कम होता है और बैटरी वोल्टेज इन दोनों के बीच में होता है तो बस हमें यह देखना है कि यह कांसेप्चुअल स्कीमेटिक इन तीन मोड्स में कैसे काम करता है तो यहाँ पहले मोड में हम परिभाषित करते हैं V बैटरी Vmax से अधिक है इसलिए मोड के दौरान जब V बैटरी Vmax से अधिक होनी चाहिए तो हमने इस स्थिति में देखा कि यदि VB Vmax और अरे से बैटरी डिस्कनेक्ट कर दें तो यह वह शर्त है जो हमने लागू की है तो हमें बैटरी को केवल लोड से कनेक्ट करना चाहिए क्योंकि बैटरी पूरी तरह से चार्ज है इसे लोड से डिस्चार्ज होने दें और इसे आगे नहीं बढ़ने दें इसे खुला रहने दें इसलिए बैटरी PV पैनल बैटरी को चार्ज नहीं करेगा लेकिन दूसरी ओर बैटरी का लोड से डिस्चार्ज होना जारी रहेगा तो जैसा कि यहाँ इस करंट के फ्लो में इंडिकेट किया गया है दूसरे मोड में हमारे पास शर्त थी बैटरी वोल्टेज VB Vmin तो बैटरी वोल्टेज Vmin है जिसका अर्थ है कि यह इस रीजन में है बैटरी वोल्टेज जिसका अर्थ है कि ऑपरेटिंग पॉइंट यहां कहीं होगा इसलिए हमें बैटरी को चार्ज करने की आवश्यकता है इसलिए इसका मतलब है कि हमें स्विच S1 को चालू करने की और स्विच S2 को बंद करने की आवश्यकता है और इसलिए केवल S1 कनेक्टेड होगा और बैटरी PV पैनल से कनेक्टेड होगी और चार्ज हो जाएगी इस स्थिति में आप देखते हैं कि लोड का बैटरी से या PV पैनल से कोई कनेक्शन नहीं है लोड को पावर सप्लाई नहीं किया जाएगा क्या आप यह चाहते हैं मुझे इस पर फाइनल कंडीशन थर्ड कंडीशन के बाद वापस जाना चाहिए तो यहां तीसरी शर्त में हम कहते हैं कि बैटरी वोल्टेज Vmin और Vmax Vmin ≤ VB ≤ Vmax के बीच है तो बैटरी वोल्टेज इन दो वैल्यू के बीच में है तो उस शर्त के तहत यह है जिसका अर्थ है कि यह MPPT के पास के जोन में है तो सभी कनेक्टेड होंगे दोनों S1 कनेक्टेड होंगे और S2 कनेक्टेड होंगे और PV सोर्स से लोड बैटरी दोनों में करंट फ्लो होगा अब मैं यहां वापस आ रहा हूं और मैं यह बताना चाहूंगा कि इस मोड दो के समय में बैटरी Vmin से कम है यह अब PV पैनल से जुड़ा है PV पैनल बैटरी चार्ज कर रहा है जिसका मतलब है कि ऑपरेटिंग पॉइंट यहीं कहीं है लोड से कोई पावर सोर्स जुड़ा नहीं है लोड का क्या होता है आप इस तरह से लोड को कनेक्ट कर सकते हैं और यहां एक बफर कैपेसिटी है जो बफरिंग करेगा और मैं इसे S3 कहूंगा इसलिए किसी के पास इस तरह की संरचना हो सकती है देखने के लिए उस समय के दौरान जब बैटरी कम हो PV पैनल बैटरी चार्ज कर रहा है और S3 यहां जुड़ा हुआ है और यह है PV पैनल लोड को भी सप्लाई कर रहा है लेकिन यह समझें कि यह S1 एक यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो है करंट बैटरी से बाहर नहीं निकलेगा और S3 के जरिए फिर से लोड में आएगा तो यह एक सावधानी है जिसे आपको लागू करना है S1 एक यूनिडायरेक्शनल स्विच है इस दिशा में केवल करंट फ्लो हो सकता है दूसरी दिशा में नहीं और PV करंट सप्लाई कर सकता है और इसलिए इस समय के दौरान लोड को पावर दे सकता है तो शर्त यह है कि जब VB Vmin S3 ऑन हो तो हम कहेंगे कि S3 ऑन है और इस स्थिति के दौरान S3 पिक्चर में नहीं आता है इसलिए जाहिर है कि इस स्थिति में S3 ऑफ है और यह पिक्चर में नहीं आता है तो यह मॉडिफिकेशन कोई इस स्थिति के दौरान कर सकता है जब बैटरी वोल्टेज Vmin से कम हो तब S3 के माध्यम से लोड में कुछ मात्रा में पावर फ्लो हो सकता है बशर्ते S1 एक यूनिडायरेक्शनल स्विच है हालांकि अधिकांश चार्ज कंट्रोलर सर्किट में आपको S3 नहीं मिलेगा यह केवल S1 और S2 होगा इसे सरल रखें हम इस सर्किट के इंप्लीमेंटेशन पर चर्चा करेंगे क्योंकि अधिकांश समय ऑपरेटिंग पॉइंट इस रीजन में मँडराता रहेगा दोनों ही स्थिति में vmax से अधिक और vmin से कम एक्सट्रीम कंडीशन मेजॉरिटी का केस यहाँ होगा इसलिए यह S1 और S2 स्विचों में से एक होगा S3 पिक्चर में नहीं आएगा मेरे पास चार्ज कंट्रोलर सर्किट का पूरा सर्किट एसकेमैटिक है आप देखें कि ये दोनों स्विच रिले हैं इनमें रिले कॉइल संबद्ध हैं रिले कॉयल वास्तव में BJTs द्वारा ऑन और ऑफ होते हैं यहाँ एक BJT है एक और BJT यहाँ है और वे ऑप एंप और ज़ेनर द्वारा चलाए जाते हैं जिनका मूल रूप से प्रीसेट vmax और vmin सीमा निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है अब यह सर्किट कैसे काम करता है आइए हम इस सर्किट को फिर से बनाएं और आप समझेंगे कि यह सर्किट कैसे आया है मैं एक साफ सफेद बोर्ड के साथ शुरुआत करता हूं आपके पास PV पैनल PV अरे है और PV अरे लोड R0 से जुड़ा हुआ है और हमारे पास इस तरह से बीच में बैटरी भी है तो यह बैटरी है तो इस तरह का यह सर्किट है यहां हमारे पास एक स्विच था और यहां एक और स्विच है तो हम इस तरह S1 और S2 को प्लेस करते हैं और अब हम इसे बनाएंगे ये दोनों स्विच सामान्य रूप से बंद हो जाते हैं सामान्य रूप से बंद होने का मतलब ऑपरेशन में अधिकांश समय हम चाहते हैं कि दोनों स्विच ऑन रहें बैटरी vmin और vmax के बीच है और ऑपरेशन ऐसा है कि PV बैटरी और लोड दोनों को सप्लाई कर रहा है और बैटरी एक एनर्जी बफर की तरह कार्य कर रही है स्विच S1 और S2 रिले हैं वे रिले कॉइल द्वारा संचालित होते हैं तो यहाँ एक रिले कॉइल है जो स्विच S1 को चलाएगा इसलिए जब यह रिले कॉइल इनरजाइज होगा तो स्विच S1 ओपन होगा अगर यह कॉइल इनरजाइज नहीं है तो यह सामान्य ऑपरेटिंग स्थिति है S1 को बंद कर दिया जाएगा सामान्य रूप से बंद इसी तरह रिले S2 इस कॉइल द्वारा इनरजाइज है और S1 के लिए जब कॉइल इनरजाइज है S2 खुला है और कॉइल इनरजाइज नहीं है S2 सामान्य रूप से बंद है तो ये रिले कॉइल हैं मैं उन्हें यहां मार्क करूंगा और मैं इंडिकेट करूंगा कि यह कोई NC रिले है सामान्य रूप से बंद रिले जो इसका मतलब है अन इनरजाइज कंडीशन के तहत स्विच बंद है तो यह भी NC है तो मुझे अब एक रजिस्टेंस ड्रॉ करना है यहाँ एक ज़ेनर रखें और मैं इस तरह से एक और दो रजिस्टेंस भी रखूंगा तो यह मिडपॉइंट यहाँ इस एटेन्यूएटर के मिडपॉइंट vB का प्रतिनिधित्व माना जाएगा जेनर को vmax माना जाता है तो यहाँ यह एटेन्यूएटर इस बैटरी वोल्टेज के लिए बस एक वोल्टेज डिवीजन vB और बैटरी को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि बैटरी वोल्टेज वेरी कर रहा है इसलिए मुझे फिक्स रेफरेंस वोल्टेज लेने की आवश्यकता होगी इसलिए यदि मैं एक जेनर का उपयोग करता हूं तो यह एक फिक्स रेफरेंस वोल्टेज होगा और मैं उसे vmax कहूँगा अब दोनों को आप ऑप एंप के साथ बफ़र करते हैं तो मुझे एक बफर के माध्यम से vB पास करने दें यह एक वोल्टेज फॉलोवर है और vmax को भी मैं बफर कर दूँगा आपका इसे बफर करने का कारण यह है कि यह हाई इनपुट इंपेडेंस है इनपुट इंपेडेंस हाई है आउटपुट इंपेडेंस कम है इसलिए आपके द्वारा उपयोग किया जाने वाला कोई भी रेजिस्टेंस सर्किट की आउटपुट साइड पोजीशन को प्रभावित नहीं करेगा तो अब ये दोनों मैं इन्हें एक कंपैरेटर को दूंगा इसलिए मैं vB वोल्टेज को रजिस्टेंस से पास करूंगा और कंपैरेटर के प्लस इनपुट input को दूंगा और माइनस इनपुट पर मैं vmax दूंगा और कंपैरेटर के आउटपुट को मैं एक रजिस्टर के माध्यम से पास करूंगा और फिर BJT को दूंगा अब कंपैरेटर के आउटपुट और कंपैरेटर के प्लस मैं एक रजिस्टेंस डालूंगा यह महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको अपर ट्रिप पॉइंट और लोवर ट्रिप पॉइंट के बीच हिस्टैरिसीस देने की आवश्यकता है मैं बाद में इसे समझाऊंगा अब ट्रांजिस्टर का बेस इन ऑप एंप द्वारा दिया गया है आप इसे नेगेटिव रेल से जोड़ते हैं और कलेक्टर इस रिले कॉइल से जुड़ा होता है और रिले कॉइल बैटरी द्वारा इनरजाइज होता है तो मेरे पास यह है यह बैटरी मैं इसे यह सिंबल दूंगा और ग्राउंड सर्किट सर्किट ग्राउंड इमेजिनरी ग्राउंड के लिए मैं यह सिंबल दूंगा यह वही है जो ऑप एंप को पावर देने के लिए उपयोग किया जाता है इसलिए मैं इस ऑप एंप की पावर बंद कर दूंगा इन ऑप एंप को बैटरी वोल्टेज द्वारा पावर दूंगा मैं इसे Q1 कहूंगा और यह VC कंट्रोल वोल्टेज है देखिए रिले कॉइल के पास एक लार्जर रजिस्टेंस है और एक लार्जर इंडक्टेंस भी है इसलिए जब हम रिले को स्विच ऑफ करते हैं तो एक बहुत बड़ा इंडक्टिव किक होगा इसे रोकने के लिए आपके पास इस तरह से यहां एक फ्रीव्हीलिंग डायोड है यह लगाना मत भूलिए अन्यथा यहाँ आपका BJT फट जाएगा तो इस तरह के फ्रीव्हेलिंग डायोड को लगाएं अब आप देखते हैं कि यह कैसे संचालित होता है अब मेरे पास यह पोटेंशियल vB है जो बैटरी वोल्टेज को सेंस कर रहा है और मेरे पास यह Vmax है जो जेनर टर्मिनल से आने वाला एक फिक्स वोल्टेज है बफर किया हुआ तो यह vB है यह vBmax vmax है इसलिए जब भी vB vmax से अधिक होता है तो उसे कंपेयर करें यह कंपैरेटर होता है Vc अधिक हो जाता है इसलिए जब Vc अधिक हो जाता है तो Q1 ऑन हो जाता है जब Q1 ऑन होता है तो इसके माध्यम से एक रिले करंट फ्लो होता है इसलिए रिले इनरजाइज होता है यह खुल जाएगा इसलिए हमारी कंडीशन जब vB vmax से बड़ा होगा स्विच S1 खुल जाएगा जिससे कि बैटरी केवल लोड द्वारा डिस्चार्ज हो रही हो लेकिन एक बार यह स्विच खुल जाता है बैटरी पूरी तरह से लोड का सपोर्ट कर रही है और इसलिए इस पोटेंशियल में एक गिरावट होगी क्योंकि इस पोटेंशियल में गिरावट के कारण यह नीचे आ जाएगी और फिर शायद vmax से कम हो जाएगी और यह स्विच करना जारी रखेगा यह निरंतर चैटरिंग रिले के लिए अच्छी नहीं है इसलिए आप एक हिस्टैरिसीस डालते हैं तो यही कारण है कि यह हिस्टैरिसीस पिक्चर में आ रही है तो जिस पल vB vmax से अधिक हो जाता है यह हाई हो जाएगा ऑन होगा यह खुल जाएगा यह वोल्टेज थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि यह पूरे लोड को सपोर्ट कर रहा है और यहां तक कि यह भी थोड़ा कम हो जाता है इस हिस्टैरिसीस के कारण यहां एक लोवर ट्रिप पॉइंट है इसलिए केवल तब जबकि vB उस लोअर ट्रिप पॉइंट वैल्यू से नीचे जाता है जैसा कि इस हिस्टैरिसीस कॉम्पोनेंट्स द्वारा तय किया गया है तो आप देखेंगे की NC स्विच फिर से बंद हो रहा है इसलिए यहां हिस्टैरिसीस बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए इसका उपयोग करें और ठीक से डालें अब सर्किट के दूसरे हिस्से में आ रहे हैं आइए मैं रजिस्टेंस और जेनर को कनेक्ट करता हूं अब इस रेजिस्टेंस और जेनर का उपयोग अन्य रेफरेंस वोल्टेज के निर्धारण के लिए किया जाता है जो कि vmin है इसलिए मैं इसे भी बफर करूंगा और इसे कंपैरेटर को पास करूंगा तो मेरे पास बैटरी की आपूर्ति द्वारा संचालित ऑप एंप होगा मेरे पास एक और बफर होगा मुझे वास्तव में इस बफर की आवश्यकता नहीं है लेकिन मैं इसे पूर्णता के लिए दिखा रहा हूं मैं हमेशा यहाँ से vB उठा सकता हूं लेकिन वैसे भी मैं इस vB का उपयोग उस बफर के आउटपुट के लिए करूंगा यह vmin है इसलिए vmin का आउटपुट मैं एक रेज़िस्टर से जोड़ता हूं और इन दोनों को मैं कंपैरेटर में पास करता हूं vmin मैं इसे कंपैरेटर के पॉजिटिव के साथ देता हूँ और कंपैरेटर के माइनस को मैं vB देता हूँ और कंपैरेटर बैटरी द्वारा पावर किया जाता है और उस का आउटपुट BJT को दिया जाता है और पहले कि तरह BJT कलेक्टर इस रिले S2 रिले कॉइल से जुड़ा है और आप इसे Q2 और इसे Vc2 के रूप में कहते हैं फ्रीव्हेलिंग डायोड रिले के एक्रॉस लगाना मत भूलिए अब सर्किट का यह हिस्सा यह कैसे संचालित होता है जब vB vmin से कम हो जाता है तो vB जो माइनस टर्मिनल से जुड़ा vmin से कम हो जाता है यह हाई हो जाएगा और जब यह हाई जाएगा तो Q2 ऑन हो जाता है जब Q2 ऑन हो जाता है तो यह रिले इनरजाइज होता है जब यह रिले इनरजाइज होता है तो S2 खुलता है इसलिए जब Vb V min हो जाता है तो हम चाहते हैं कि S2 हमारे लॉजिक के अनुसार खुल जाए S1 बंद हो जाए जिससे बैटरी चार्ज हो रही है इसलिए यही लॉजिक यहाँ काम करता है यहाँ भी हम चाहते हैं कि आप यहाँ हिस्टैरिसीस का उपयोग करें जिससे कि आप इसके और आउटपुट के बीच एक रजिस्टेंस को जोड़ सकते हैं और एक हिस्टैरिसीस पा सकते हैं क्योंकि जैसे ही यह खोला जाता है इसका वोल्टेज शूट अप होगा और परिणाम में चैटरिंग होगी इसलिए इसके एक्रॉस रजिस्टेंस को जोड़ना और हिस्टैरिसीस देना अच्छा है ताकि ट्रिप उत्पन्न हो यहां तक कि अगर वोल्टेज शूट अप होता है तो फिर से लोवर ट्रिप पॉइंट और अपर ट्रिप पॉइंट पर निर्भर करते हुए ट्रिप वापस आएगी जो इस हिस्टैरिसीस द्वारा निर्धारित होता है तो इस तरह से यह चार्ज कंट्रोलर सर्किट काम करता है तो जब भी vB vmax से अधिक होगा आप देखेंगे कि यह खुल जाएगा यह बंद ही रहेगा जब भी vB vmin से कम होगा इस पोलैरिटी को देखें यह खुल जाएगा यह बंद रहेगा तो जब vB vmin और vmax के बीच होता है दोनों परिस्थितियों में अगर vB vmax से कम होता है और vB vmin से अधिक होता है तो ये दोनों ऑफ होते हैं और S1 और S2 बंद हो जाते हैं तो अब यही लॉजिक है जो हम चाहते हैं और यहां सभी इलेक्ट्रॉनिक्स बैटरी वोल्टेज द्वारा पावर्ड हैं इसलिए अगर बैटरी वोल्टेज कंपैटिबल है तो आपको बैटरी वोल्टेज के अलावा किसी अन्य अतिरिक्त पावर सप्लाई की आवश्यकता नहीं है यदि बैटरी वोल्टेज बहुत अधिक है तो पावर सप्लाई को जनरेट करने के लिए आपके पास एक छोटा DC DC कनवर्टर होना ही चाहिए जिसे आप इस ऑप एंप और रिले के लिए उपयोग कर रहे हैं स्विच S1 और S2 के रिले होने के बजाय आप उन्हें पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस से भी बदल सकते हैं आप MOSFET या BJT का भी उपयोग कर सकते हैं लेकिन अधिकांश समय सिस्टम सर्किट MPPT के पास ऑपरेटिंग ज़ोन में ऑपरेट कर रहा है इसलिए S1 और S2 ऑन होंगे और इसलिए ये रिले कॉइल इनरजाइज नहीं हैं Q1 और Q2 ऑफ हैं Q1 और Q2 से करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो MPPT की स्थिति के दौरान कम से कम पावर ड्रॉ की जा रही है यह स्थिति अधिकांश समय सीमा में होगी जब यह सिस्टम उस ऑपरेशन के जोन में होगा और इसलिए यह एक बहुत ही एफिशिएंट सर्किट है और रिले केवल एक्सट्रीम ऑपरेटिंग कंडीशन के तहत तस्वीर में आएगी जब vB vmax से अधिक होता जा रहा है और जब vB vmin से कम हो रहा है तब इन स्विचों का ऑपरेशन इस पिक्चर में आता है अन्यथा वे पिक्चर में नहीं हैं तो केवल तभी रिले का ऑपरेशन आएगा और ऑपरेशन के साइकिल की संख्या बहुत कम होगी यह कई वर्षों तक आएगा क्योंकि रिले के पास ऑपरेशन के 10000 से अधिक साइकिल हैं इसलिए यह कई वर्षों तक चलेगा तो इसलिए यह अच्छा है रिले एक बहुत ही उपयोगी सर्किट सरल सर्किट और बहुत सस्ता है हम कहते हैं कि हम रिले को BJT की तरह पावर सेमीकंडक्टर स्विच के साथ बदलना चाहेंगे तो मैं सर्किट के इस हिस्से को मिटाता हूं और स्विच को एक पावर BJT से बदल देता हूं और मैं PNP का उपयोग कर रहा हूं क्योंकि मैं PNP को हाई साइड पर डाल रहा हूं और मैं रेल साइड स्विचिंग कर सकता हूं तो मैं इस तरह से एक रजिस्टेंस डालता हूं और मुझे बेस और एमिटर के बीच रजिस्टेंस की आवश्यकता है और यहां एक और मॉडिफिकेशन करना है हमें इसे vB और यहां vmax देने की जरूरत है तो अब लॉजिक ठीक होगा जब आप देखते हैं आप देखते हैं कि vmax पॉजिटिव को दिया गया है vB नेगेटिव को दिया गया है तो आम तौर पर vB vmax से कम होता है इसलिए यह हाई है Q1 ऑन है और बेस करंट फ्लो होता है यह ऑन रहेगा अब जब vB vmax से अधिक हो जाता है तो नेगेटिव प्लस से अधिक हो जाता है यह कम हो जाएगा Q1 स्विच ऑफ हो जाएगा यहां कोई बेस ड्राइव नहीं है यह स्विच ऑफ हो जाएगा

इसलिए जब vB vmax से बड़ा होता है तो हम चाहते हैं कि यह स्विच ऑफ हो जाए और फिर हम चाहते हैं कि बैटरी लोड में डिस्चार्ज हो जाए तो इस तरह आप रिले को पावर सेमीकंडक्टर्स स्विच के साथ भी बदलते हैं PNP ट्रांजिस्टर के बजाय आप P चैनल MOSFET का भी उपयोग कर सकते हैं मैं एक PNP ट्रांजिस्टर की तरह पावर सेमीकंडक्टर स्विच या एक P चैनल MOSFET के साथ इसका रिप्लेसमेंट करने के लिए आप पर छोड़ दूंगाऔर यहां लॉजिक को उचित रूप से एडजस्ट करूंगा